डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यह इस विषय पर तीसरा और समापन मॉड्यूल है इसलिए पिछले मॉड्यूल में हमने E R आरेख में कैसे बदला जा सकता है इस मॉड्यूल में हम E R मॉडल मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो ये रूपरेखा हैं इसलिए हम विस्तारित एंटिटी रिलेशनशिप सुविधाओं के साथ शुरू करते हैं पहला जो हम नोट करते हैं वह एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल instructor student और project है तो प्रोजेक्ट के रूप में आसानी से प्रतिनिधित्व कर सकें अब यह एक E R आरेख R कहा जाता है अब हमने बाइनरी रिलेशनशिप पर एक तरफ तीर है तो इसका मतलब है कि तीर की तरफ एक है तो यह E1 से E2 सेट के संदर्भ में तीर का अर्थ क्या होगा कैसे काम करेगा अब टर्नरी रिलेशनशिप को कहते हैं तो हम इस छोर पर केवल एक तीर लगा सकते हैं लेकिन कई तीरों की अनुमति नहीं है और इसका कारण निश्चित रूप से कार्डिनैलिटी है और हम कहें कि अगर हमारे पास एक से अधिक तीर हैं उदाहरण के लिए मान लें कि एक तीर B की तरफ और एक तीर C की तरफ प्रश्न है कि हमें इसकी व्याख्या कैसे करनी चाहिए क्या हमें यह व्याख्या करनी चाहिए कि एक एंटिटी सेट में इसमें अनुमति दी जाएगी अब हम उन स्पेशलाइजेशन को प्राप्त करता है लेकिन इसके अलावा student के पास कुछ विशेष गुण हो सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस तरह के स्पेशलाइजेशन के एक उपसमूह में कुछ अतिरिक्त सामान्य गुण हैं इसलिए यदि A व्यक्तियों में नामांकित हैं

इसलिए E R आरेख से इसलिए ये उप समूह निचले स्तर की एंटिटी सेट को प्राप्त करती है तो यहाँ एक उदाहरण है विशेष है इसलिए कर्मचारी के लिए उपलब्ध या आम नहीं है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पदानुक्रमित है जो आपके पास है अब जब हम एक निश्चित एंटिटी का सदस्य नहीं होगा तो हम कहते हैं कि यह असहमति डिसजोईंटनेस हो सकती हैं हम उस समग्रता शामिल करते हैं इसलिए जब आप छात्र के साथ होती है अब यह प्रतिनिधित्व एक तरह से अनुकूलित है क्योंकि आप केवल एक बार सूचना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जब इसकी आवश्यकता होती है लेकिन दोष यह है कि यदि आपको कर्मचारी तक पहुंच हो सकती है तो यह डेटा है एक वैकल्पिक योजना यह होगी कि स्पेशलाइजेशन शामिल हैं जो विरासत में मिले हैं इसी तरह आप एक ही काम करते हैं इसलिए आपके पास मूल एंटिटी सेट में घटित होंगी तो ये दो विधियाँ हैं और अब हमने आपको इसके सापेक्ष फायदे और इसके फायदे बताए हैं और एक विशेष स्थिति के आधार पर आपको यह चुनना होगा कि प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अच्छा तरीका क्या है अब आप देख सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट बेस्ड सिस्टम के रूप में भी सोच सकते हैं जनरलिज़शन पदानुक्रम कहते हैं इसलिए वे दोनों स्वाभाविक रूप से छात्र में रख सकते हैं इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह ऊपर जाने के बजाय आप पूरे दृष्टिकोण में नीचे जा रहे हैं इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन के संदर्भ में इनका उपयोग किया जाता है अन्य बाधाएं में किया जाएगा अगर यह गारंटी दी जाती है कि एक एंटिटी पदानुक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहा है आप कह सकते हैं कि मैंने जिस उदाहरण को स्नातक और स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर स्टूडेंट्स में से एक में सुविधा होनी चाहिए इसलिए वे आवश्यक रूप से रिलेशनशिप है जिसे आप सोच सकते हैं चलिए हम एक और ऐट्रिब्यूट से संबंधित है अब हम कहते हैं कि एक बार प्रोजेक्ट set के बीच एक संबंध है अब सवाल यह है कि हम इस जानकारी का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं यह संबंध प्रोजेक्ट को निर्दिष्ट करती है तो लेकिन यह एक ऐसा तरीका है जिससे यह संभव है कि कुछ प्रोजेक्ट हो जिसका मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है या समय नहीं आया है इसलिए यदि हमें रिलेशनशिप को याद रखने की आवश्यकता है इसलिए हमें जानकारी को दोहराते हुए रखने की आवश्यकता है तो हम सूचना के इस दोहराव या सूचना के अतिरेक को खत्म करने के लिए एग्रीगेशन के बीच रहा है तो क्या आप उस प्रोजेक्ट से संबंधित है यह वास्तव में यह दिखाता है मेरा मतलब है कि मैं आपको केवल आरेख में दिखाऊंगा तो यह है कि यह अब कैसे काम करेगा

तो यह अमूर्त प्रोजेक्ट सेट करता है और अगर इसका मूल्यांकन है तो इस संबंध के माध्यम से इसका प्रतिनिधित्व किया जाएगा और मूल्यांकन मूल्य मौजूद होगा इसलिए हम जानते हैं कि यदि किसी प्रोजेक्ट की जानकारी का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं यह स्थिति अधिक सटीक रूप से मैं कर सकता हूं अन्यथा नहीं तो यह फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है कि स्कीमा और उन्हें एक साथ रखा इसलिए हमारे उदाहरण में स्कीमा है और यदि यह मौजूद है तो यह आपको मूल्यांकन प्रदान करता है इसलिए स्वाभाविक रूप से एक बार यह प्रतिनिधित्व किया गया है प्रोजेक्ट दिखाएगा कि यह अभी ठीक नहीं है अब इन मूलभूत ऐट्रिब्यूट्स के मामले को देखा है तो और जिस तरह से हम यह प्रतिनिधित्व कर सकते हैं कि उस बहुमूल्यवान ऐट्रिब्यूट का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है तो यह एक सामान्य तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर ऐसे मामलों में किया जाता है जिनके उदाहरण के लिए आपके पास एन्टीटीस से संबंधित है ताकि इस तरह की जानकारी का प्रतिनिधित्व किया जा सके हमारे पास रिलेशनशिप ऐट्रिब्यूट्स बन गया है एक सामान्य स्थिति है जिसे हमने पहले ही देखा है बाइनरी के पास माता पिता हैं इसलिए उसके पास एक पिता और एक माँ है

अब यदि हम इसे एक टर्नरी और मां फिर मैं उस स्थिति का ध्यान रख सकता हूं जहां माता पिता में से किसी एक को जाना जाता है मैं अब भी इसका प्रतिनिधित्व कर सकता हूं तो कुछ निश्चित ट्रेडऑफ़ है कि एक ही जानकारी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो सामान्य तौर पर आप ऐसा करके एक नॉन बाइनरी को परिभाषित करते हैं इसलिए जो व्यक्तिगत रूप से एंटिटी हो सकते हैं और RA का मतलब हो सकता है पिता का और RB का मतलब हो सकता है मां इसलिए मैं इसे इस तरीके से विघटित कर सकता हूं और इसका प्रतिनिधित्व कर सकता हूं अब जबकि हम इस अपघटन की आवृत्ति के अनुरूप नहीं हो सकते इसलिए हमें इस बात से बचना होगा कि ऐट्रिब्यूट्स का उपयोग करना जो हम पहले से ही अपनी चर्चाओं में देख चुके हैं इसलिए यदि हम E R डिजाइन का उपयोग है तो यह पहला मॉडलिंग बन जाता है

बाइनरी रिलेशनशिप पैदा कर सकें हमें एग्रीगेशन की भूमिका निभा सकती है तो यह मूल है तो ये मूल डिजाइन निर्णय हैं जिन्हें आपको बनाने की आवश्यकता है और हम निश्चित रूप से बहुत अधिक डिजाइन के रूप में सूची में रखा है यह एक अगली स्लाइड चुनना है और अंत में भी कुछ स्लाइड्स हैं जो आपको दिखाती हैं कि E R संकेतन अपने आप में एक अनूठा नहीं है उदाहरण के लिए समान चीजों का प्रतिनिधित्व करने के कई तरीके हैं यह एक है जो है आपको अलग कम्पोजिट ऐट्रिब्यूट्स को अलग तरह से दिखाया गया है तो वहाँ हैं ये उन सभी बाधाओं को देखें और आप पहचान पाएंगे कि वह कौन सा सिंबल है जो आप पहले से जानते हैं इसलिए इस मॉड्यूल में हमने E R मॉडल पर चर्चा करेंगे